इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने PERT CPM और परियोजना की विशेषताओं गतिविधियों की विभिन्न विशेषताओं महत्वपूर्ण कार्यों महत्वपूर्ण कार्यों आदि की पहचान कैसे करें यह देखा था इस व्याख्यान में हम PERT को देखेंगे जहाँ कार्यों के लिए सांख्यिकीय यानी Statistics समय माना जाता है हम बस उस के एक अवलोकन विचार पर विचार करेंगे हम विवरण में नहीं जाएंगे और फिर हम प्रोजेक्ट क्रॉसिंग को देखेंगे अगर ग्राहक चाहता है कि परियोजना की अवधि यानी कम हो जाए तो परियोजना प्रबंधक इसे कैसे करता है और फिर हम टीम प्रबंधन को देखते हैं आइए आज के विषयों के साथ शुरू करते हैं तो ये PERT प्रोजेक्ट क्रैशिंग और फिर टीम प्रबंधन हैं जो इस व्याख्यान की योजना है हमने पहले कहा था कि PERT CPM में कार्य अवधि नियतात्मक यानी है यह सरल है कि सभी कार्यों की अनुमानित अवधि है लेकिन फिर विकास कार्यों में अक्सर चीजें अनिश्चित होती हैं रखरखाव आदि जैसे एक नियमित काम में अवधि को काफी सटीक रूप से जाना जाता है लेकिन एक विकास कार्य में अक्सर परियोजना प्रबंधक के लिए गतिविधियों की सटीक अवधि का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है गतिविधियों के लिए केवल सांख्यिकीय मूल्य दिए जा सकते हैं और इसके लिए PERT का उपयोग किया जा सकता है यहां गतिविधि अवधि अनिश्चित है और गतिविधि अवधि की परिवर्तनशीलता है संभावित भिन्नताओं यानी probabilistic variations को PERT में संभाला जा सकता है यहां तीन समय के अनुमान हैं जो प्रत्येक गतिविधि को दिए गए हैं हम तीन अनुमानों को देखेंगे और उस पर आधारित विभिन्न परियोजना मापदंडों और महत्वपूर्ण पथ आदि पर निर्धारित कर रहे हैं गतिविधियों के लिए तीन संभावित समय का अनुमान सबसे संभावित समय है जो हम m द्वारा इंगित करते हैं आशावादी समय जो दिया जाता है इसमें माना जाता है यह सब ठीक हो जाएगा कार्य समय में पूरा हो जाएगा जिसे a माना गया है यह सबसे कम संभव समय है और फिर हमारे पास b है जो की निराशावादी समय यानी है कि अगर चीजें काम नहीं करती हैं तो बाधाएं बाधाएं आ सकती हैं इत्यादि यह गतिविधि b के लिए सबसे खराब स्थिति समय है b सबसे खराब स्थिति है a आशावादी है और m सबसे अधिक बार होता है और उसके आधार पर टास्क का अनुमानित समय 4 median प्लस b by 6 के रूप में दिया गया है tea4mb6 और विचरण द्वारा दिया गया है S2236 और विचरण b माइनस एक पूरे वर्ग को 36 द्वारा दिया गया है और इन सांख्यिकीय मापदंडों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है जैसे हम PERT CPM में उपयोग कर रहे थे जैसा कि मैंने कहा कि हम परियोजना के समय की सांख्यिकीय गणना में विवरण नहीं देंगे लेकिन कई उपकरण उपलब्ध हैं जहाँ ये आसानी से PERT CPM और PERT कर सकते हैं बड़ी संख्या में उपकरण उपलब्ध हैं कई खुले स्रोत हैं और कुछ मूल्य उपकरण हैं लेकिन फिर कुछ उपकरण जो हमने उपयोग किए हैं वे आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं बहुत कम जगह लेते हैं सार्थक रूप से अच्छी तरह से गैंट प्रोजेक्ट है और अगर यह एक कार्य है जो गैंट प्रोजेक्ट आमतौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर डेस्कटॉप स्टैंडअलोन मशीन पर अकेले उपयोग करता है लेकिन अगर ऐसे कई लोग हैं जो टीम के सदस्यों की तरह उपयोग करना चाहते हैं उनकी कार्य विशेषताओं की जांच करने के लिए उन्हें सौंपे गए कार्य को देखने के लिए इनपुट आदि दें तब Redmine एक उपकरण है जो फिर से खुला स्रोत है Redmine में गैंट प्रोजेक्ट Redmine एक सर्वर पर चलता है और इसमें उपयोगकर्ता और अलग अलग कंप्यूटर हो सकते हैं जबकि Gantt प्रोजेक्ट एक बहुत ही सरल उपकरण है इसके लिए आपको एक उपयोगकर्ता मैनुअल की भी आवश्यकता नहीं है जिसका आप तुरंत उपयोग करना शुरू कर सकते हैं प्रोजेक्ट विशेषताओं की गणना स्वचालित रूप से की जाती है जब आप इनपुट के रूप में महत्वपूर्ण पथ दिखाए जाते हैं और निश्चित रूप से कई अन्य उपकरण हैं जो उपलब्ध हैं यह इस पाठ्यक्रम के भाग के रूप में अच्छा होगा आप इनमें से कुछ उपकरण डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी आदत डाल सकते हैं यदि आपको एक उपकरण की आदत है तो आप देखेंगे कि अन्य उपकरणों का उपयोग करना बहुत आसान हो जाता है अब हम प्रोजेक्ट क्रैश पर नज़र डालते हैं जो आम समस्या है कि प्रबंधक निश्चित समय का अनुमान लगाता है हम 6 महीने मान के चलते हैं और फिर ग्राहक कहता है कि 6 महीने बहुत लंबा है क्या इसे 5 महीने में किया जा सकता है अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट अवधि को कम करने का प्रयास करता है जिसे प्रोजेक्ट क्रैशिंग कहा जाता है जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि टास्क नेटवर्क में सबसे लंबा रास्ता महत्वपूर्ण पथ यानी है परियोजना की अवधि को कम करने के लिए हमें critical path के लिए समय कम करने की आवश्यकता है लेकिन तब जब हम critical path की कुल अवधि को कम करते हैं हम देखेंगे कि अन्य critical path हैं जो दिखाई देते हैं जिन्हें विचार करना पड़ता है लेकिन परियोजना प्रबंधक critical path पर दिखाई देने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की अवधि को कैसे कम करता है बेशक अधिक संसाधनों को तैनात करके हम कार्य की अवधि को कम कर सकते हैं यानी अगर एक परीक्षक का परीक्षण करना कार्य था फिर अधिक परीक्षक तैनात कर सकते हैं कोडिंग के लिए अधिक कोडर तैनात कर सकते हैं किसी कार्य को अधिक संसाधनों को असाइन करके महत्वपूर्ण कार्य की अवधि को कम किया जा सकता है लेकिन फिर कौन सा महत्वपूर्ण है कार्य करने के लिए यह जानना जरूरी है यदि आवश्यकता को 6 महीने की परियोजना में 15 दिनों की कमी बताई जाए तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करना है यह पता करना आवश्यक है इसको करने के लिए एक सरल पहुंच project crashing का उपयोग कर सकते हैं पहले हमें critical path की पहचान करनी चाहिए और फिर सभी critical task को critical path पर देखना चाहिए और फिर प्रत्येक कार्य को critical path पर लाने के लिए प्रति दिन की लागत का पता लगाना चाहिए और फिर सबसे सस्ते काम को शीघ्रता से पहचानें और फिर धीरे धीरे इसे कम करें लेकिन फिर ऐसा हो सकता है कि जैसा कि हम इसे एक दिन या 2 दिन 3 दिन वगैरह से कम करते हैं हम पाएंगे कि critical path बदल चुका है Critical path जो की 6 महीने था और जैसा कि अब 5 महीने 25 दिन हो जाता है यह वह critical path नहीं हो जो हम मान के चल रहे थे हो सकता है कि यह कोई दूसरा critical path हो और फिर हमें उस critical path को कम करने के बाद वर्तमान current critical path को कम करने की आवश्यकता है और हम इस कदम को तब तक निभाते रहते हैं जब तक कि अधिक कमी संभव न हो या लक्ष्य पूरा न हो जाए Crashing का एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए मान लें कि चार कार्यों A B C D के साथ बहुत ही सरल परियोजनाएं हैं कार्य अवधि 10 10 20 और 8 हैं हम आसानी से लाल रंग में यहां दिखाए गए critical path को देख सकते हैं अवधि 40 है जो कि ABC है अवधि के रूप में 40 सप्ताह के साथ critical path है और फिर परियोजना प्रबंधक को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि यहां अतिरिक्त संसाधन तैनात करने में कितना खर्च होता है Crash cost 500 रुपये है लेकिन इसे 2 सप्ताह तक कम किया जा सकता हैइसे 8 सप्ताह से कम समय में करना संभव नहीं होगा टास्क बी 1800 प्रति सप्ताह लागत है लेकिन फिर इसे 3 सप्ताह तक कम किया जा सकता है कार्य C 2000 प्रति सप्ताह की लागत है और केवल इसे 2 सप्ताह तक कम किया जा सकता है और कार्य D को प्रति सप्ताह 2500 और कम से कम 2 सप्ताह तक कम किया जा सकता है जाहिर है प्रोजेक्ट मैनेजर 1 दिन तक इसे कम करने के लिए A का चयन करेगा A अब 9 B 10 और C 20 बन जाता है Critical path 39 हो जाता है समग्र परियोजना अवधि 500 के खर्च के साथ 1 दिन कम हो जाती है और critical path नहीं बदलता है क्योंकि अन्य critical path 38 है अब इसे 1 और दिन कम कर दें critical path 38 हो जाता है लेकिन दूसरा मार्ग 36 हो जाता है इसलिए अभी भी critical path नहीं बदलता है संभवतः कम करने का अगला कार्य 18 है क्षमा करें B और लागत 1800 है अब हम इसे 1 से कम करते हैं critical path 8 प्लस 9 प्लस 20 बन जाता है 37 और अभी भी critical path बना हुआ है परियोजना की अवधि 37 तक कम हो जाती है और हम इसे एक और कम कर देते हैं यह 36 हो जाता है और अब दो critical path हैं हमें इसे कम करने के लिए दोनों को कम करना होगाD को कम करने के लिए आपको प्रोजेक्ट की अवधि कम करने की आवश्यकता नहीं है तो यह मूल रूप से परियोजना प्रबंधक परियोजना अवधि या project crashing को कम करने के लिए उपयोग है A को जितना संभव हो उतना कम किया जाता है क्योंकि यह कम करने के लिए सबसे सस्ता काम है और a की अवधि अब 8 है critical path अब 38 हो जाता है परियोजना की अवधि अब 38 है और sub critical path 36 है अब टीम प्रबंधन के विषय पर नजर डालते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर टीम प्रबंधन कैसे करता है परियोजना टीम का प्रबंधन करने के लिए परियोजना प्रबंधक को दैनिक प्रयास में लगाना होता है टीम के सदस्य के प्रदर्शन को दिन प्रतिदिन के आधार पर ट्रैक करना होता है टीम के सदस्यों को अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रेरित करना होता है प्रतिक्रिया दें जो उन्हें मदद कर सकती है और अगर टीम के सदस्यों के बीच समस्याएँ और संघर्ष हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है ताकि समग्र परियोजना के प्रदर्शन में सुधार हो परियोजना प्रबंधक को कुछ सिद्धांतों और टिप्पणियों से अवगत होने की आवश्यकता है जो पिछली शताब्दी या उसके बाद बनाई गई हैं ये बहुत मौलिक परिणाम अब भी लागू हैं और परियोजना प्रबंधक को इसके बारे में पता होना चाहिए यह एक Hawthorn effect है 1920 में वापस पश्चिमी इलेक्ट्रिक शिकागो में Hawthorn plant में प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी यहां यह विचार था कि प्रकाश की स्थिति में सुधार होने के साथ टीम का प्रदर्शन कैसे बदलता है अधिक रोशनी को जोड़ा गया था यह बहुत उज्ज्वल कमरे में बनाया गया था रोशनी को कम कर दिया गया था सापेक्षता को गहरा बना दिया गया था लेकिन फिर आश्चर्यजनक अवलोकन वास्तव में कई श्रमिकों में दोहराया गया था लेकिन जो कुछ स्पष्ट रूप से पहचाना गया वह यह था कि प्रकाश स्तर को उठाया गया था या कम किया गया था उत्पादकता हमेशा बढ़ी आश्चर्य की बात यह है कि न केवल प्रकाश स्तर इतना अधिक मायने नहीं रखता था बल्कि दोनों मामलों के लिए भी कि क्या प्रकाश का स्तर बढ़ा या कम किया गया था उत्पादकता बढ़ी इसका क्या कारण हो सकता है यह निष्कर्ष निकाला गया कि चूंकि कार्यकर्ता निरीक्षण में थे इसलिए उनकी उत्पादकता को मापा जा रहा था उन्हें ध्यान दिया गया कि उत्पादकता में क्या वृद्धि हुई है यहाँ से निष्कर्ष Hawthorn effect है कि यदि श्रमिकों को ध्यान दिया जाता है तो प्रबंधक इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि वे अपनी उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं बस एक समूह में रुचि दिखाने से उत्पादकता में वृद्धि हुई प्रबंधक को परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन करना है यहां हमें ध्यान देना चाहिए कि Belbin उन्होंने योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों के बीच अंतर किया योग्य उम्मीदवार वही हैं जिनके पास सही योग्यता है और उपयुक्त उम्मीदवार वही हैं जो काम कर सकते हैं हो सकता है कि योग्य उम्मीदवार उपयुक्त न हो और जो उम्मीदवार योग्य न हो सही योग्यता नहीं है वास्तव में उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है लेकिन खतरा किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित करना है जो योग्य नहीं है माफ कीजिएगा जो योग्य है लेकिन उपयुक्त नहीं है शैक्षिक योग्यता के अनुसार अन्य आवश्यकताएं जिसमेंvउम्मीदवार योग्य हैं लेकिन फिर परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है जिसके कारण परियोजना में दिक्कत होगी और उम्मीदवार भी पीड़ित रहेगा यह किसी की मदद नहीं करता है लेकिन सबसे अच्छे मामले जो किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उपयुक्त है लेकिन योग्य नहीं है वे सस्ते होंगे क्योंकि उनके पास सही शैक्षणिक योग्यता नहीं है और वे उस नौकरी पर रहेंगे जो उन्हें प्रेरित करेगा तो यह सबसे अच्छा मामला है कि किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित किया जाए जो योग्य नहीं है लेकिन उपयुक्त है लेकिन फिर यह कैसे पहचाना जाए कि यह भी एक समस्या है संगठन के व्यवहार में शुरुआती विचारों में से एक फ्रेडरिक टेलर था बहुत पहले उन्होंने सिफारिश की थी कि नौकरी के लिए सबसे अच्छे लोगों का चयन करें और फिर उन्हें सर्वोत्तम तरीकों से निर्देश दें और फिर काम के टुकड़ों के संदर्भ में वित्तीय प्रोत्साहन दें बेशक यह एक सॉफ्टवेयर नौकरी के लिए एक निर्माण कार्य के लिए था यह इतनी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है कि आप काम के टुकड़ों से क्या मतलब है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनका वास्तव में क्या मतलब है कि नौकरी के लिए सबसे अच्छे लोगों का चयन करें और उन्हें सर्वोत्तम तरीकों से निर्देश दें और वास्तव में वित्तीय प्रोत्साहन दें लेकिन तब मैकग्रेगर उन्होंने दो सिद्धांतों को प्रतिपादित किया सिद्धांत X इसमें ज़बरदस्ती निर्देशन और नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है काम पर लोगों की coercion direction और नियंत्रण की आवश्यकता है उन्होंने मान लिया कि जब भी प्रबंधक कार्यकर्ता को ढूँढता है उन्हें कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है ताकि वे काम करने के लिए कह सकें क्योंकि काम करने वाले खुद काम नहीं करते हैं उनके पास काम नहीं करने की प्रवृत्ति है और इसलिए प्रबंधक के पास ज़बरदस्त तकनीक होनी चाहिए लोगों को नियंत्रित करना चाहिए लेकिन फिर सिद्धांत Y एक अलग प्रकार का प्रबंधक है जो मानता है कि श्रमिक लोग वे काम करना पसंद करते हैं काम उतना ही स्वाभाविक है जितना कि आराम करना या खेलना बस उन्हें प्रोत्साहित करना है ये दो अलग अलग तरीके हैं जिनमें प्रबंधक काम करते हैं एक सिद्धांत X प्रबंधक है जो मानता है कि लोग हमेशा धोखा देते हैं वे प्रेरित नहीं होते हैं वे तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें डाटा न जाए कि वे मजबूर हैं और उन्हें इसी तरह कार्य करना है और सिद्धांत Y प्रबंधक का मानना है कि श्रमिक कुशल हैं उन्हें काम करना पसंद है यह देखना बहुत आसान होगा कि यदि आप किसी टीम में जाते हैं और प्रबंधक जिस दिन अनुपस्थिति रहता है उस स्थान पर प्रबंधक का प्रकार क्या है यदि आप पाते हैं कि हर कोई इस बात पर प्रसन्नता महसूस कर रहा है कि प्रबंधक नहीं आया है और तब वह एक सिद्धांत X प्रबंधक है जो लोगों के काम आने वाली एक हावी चीज़ है उसे काम करने के लिए उसे बताने की ज़रूरत होती है Y प्रबंधक यदि आप जाते हैं और देखते हैं कि प्रबंधक नहीं है तब भी कर्मचारी हमेशा की तरह प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं आप उसे एक सिद्धांत Y प्रबंधक के रूप में सोच सकते हैं लेकिन क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में कुछ विशेषताएँ हैं जो उन्हें एक अच्छा काम करते हैं क्योंकि यह हमें एक संकेत देगा कि एक अच्छा डेवलपर कैसे चुनें एक बहुत पुराने अध्ययन में 1968 एक ही प्रोग्राम को कोड करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामर द्वारा लिए गए समय का अंतर 1 से 25 है किसी को प्रोग्राम को कोड करने के लिए 1 घंटे का समय लगता है दूसरे प्रोग्रामर को 25 घंटे का समय लगता है और ये एक ही संगठन द्वारा नियोजित होते हैं इसलिए प्रोग्रामर्स की प्रवीणता का स्तर व्यापक रूप से भिन्न होता है जो 1968 में अध्ययन का निष्कर्ष था जाहिर है इसका मतलब यह हो सकता है कि चयन के दौरान हमें यह पता लगाना होगा कि एक अच्छा कोडर कौन है कोड बहुत तेजी से अच्छा कोड लिखते हैं लेकिन फिर हमें यह भी याद रखना होगा कि आजकल सॉफ्टवेयर विकास केवल कोडिंग नहीं है कोडिंग गति विधि का एक छोटा हिस्सा है लेकिन 1968 मैं कार्यक्रम लेखन में प्रमुख गतिविधियों में से एक कोडिंग थालेकिन अब कोडिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गति विधि का एक छोटा सा हिस्सा है उदाहरण के लिए यह पता लगाना कि कौन से reusable libraries का उपयोग करना है कौन से उपकरण वगैरह का उपयोग करना है परीक्षण डिज़ाइन आवश्यकताओं का विश्लेषण आदि करना है तो यह अध्ययन एक संकेतक है लेकिन फिर हमें याद रखना चाहिए कि समय बदल गया है अब हमारे पास न केवल कोडिंग बल्कि अन्य गतिविधियों हैं लेकिन फिर भी हम यह व्याख्या कर सकते हैं यह कहने के लिए कि एक परियोजना में विभिन्न इंजीनियरों की योग्यता में व्यापक भिन्नता है और हमें यह पहचानने की जरूरत है कि एक अच्छा डेवलपर कौन है जो परियोजना में मदद कर सकता है और सही लोगों का चयन कर सकता है एक अध्ययन के शुरुआती अध्ययन में पाया गया कि जो लोग गणित में अच्छे थे उनके पास अच्छा सॉफ्टवेयर विकास कौशल था लेकिन फिर बाद में पता चला कि ऐसा नहीं हो सकता है एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अन्य श्रमिकों की तुलना में कम मिलनसार हैं लेकिन बाद में सर्वेक्षणों में आईटी श्रमिकों और अन्य के बीच कोई सामाजिक अंतर नहीं पाया गया हो सकता है कि जब अध्ययन किया गया था यह ऐसा मामला था जहां प्रोग्रामर को केवल उस कोड को लिखना है जो प्रमुख गति विधि थी लेकिन अब जैसा कि आप उल्लेख कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर विकास में कई अन्य गतिविधियाँ हैं और संभवतः इसका परिणाम यह हो सकता है कि डेवलपर्स की अब व्यापक भूमिका है और उन्हें सामाजिक होना है हम इस lecture में लगभग समय के अंत में हैं हम यहां रुकेंगे और हम अगले lecture में जारी रहेंगे धन्यवाद